तो अगला न्यूनतम पावर फैक्टर की कमियां है तो थ्री फेज बैलेंस सिस्टम के लिए पावर फैक्टर की कमियां क्या है उदाहरण के लिए यदि लोड PL हो तथा टर्मिनल वोल्टेज V हो तथा पावर फैक्टर COSϕ हो तो इस स्थिति में ILPL3 V COSहोगी यह समीकरण 35 है अब यदि PL और V दोनों ही अचर हो तथा COSϕ का मान कम हो तब IL का मान ज्यादा होगा तो प्रणाली के न्यूनतम पावर फैक्टर होने पर निम्नलिखित कमियां है तो यह पहले कुछ घंटों के लिए पावर सिस्टम तथा पावर फैक्टर के लिए एक सामान्य सोच है अब पहला जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग पावर फैक्टर के व्युत्क्रम होती है तो इसका मतलब उस लोड को वास्तविक शक्ति पहुंचाने के लिए जनरेटर ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी अगर पावर फैक्टर कम हो इस प्रकार से प्रणाली की KVA या MVA बढ़ेगी क्योंकि पावर फैक्टर कम है जबकि वास्तविक शक्ति समान है KVA या MVA बढ़ेगी क्योंकि आभासी शक्ति बढ़ रही है इस प्रकार बहुत से अन्य चीजें भी इससे जुड़ी हुई है जिसको हम बाद में चर्चा में लेंगे कम पावर फैक्टर पर समान वास्तविक ऊर्जा के परिवहन के लिए ट्रांसमिशन लाइन फीडर या केबल को अत्यधिक धारा को ढोना पड़ता है क्योंकि कम पावर फैक्टर के कारण अत्यधिक आभासी शक्ति लाइन के माध्यम से प्रवाहित होती है इस प्रकार चालक के आकार में वृद्धि होगी यदि धारा घनत्व को अचर रखना हो तब कम पावर फैक्टर पर ट्रांसमिशन लाइन फीडर या केबल को सामान शक्ति के परिवहन के लिए अत्यधिक धारा को ढोना होगा इस प्रकार से चालक का आकार में वृद्धि होगायदि धारा घनत्व को अचर रखना हो तब कम पावर फैक्टर पर ट्रांसमिशन लाइन और केबल को समान शक्ति के परिवहन के लिए अत्यधिक कॉपर की आवश्यकता होगी इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कि कम पावर फैक्टर पर धारा बहुत ही ज्यादा होती है इस प्रकार से चालक के आकार में वृद्धि हो जाती है इस तरह से अगर चालक के आकार में वृद्धि होती है तो अत्यधिक कॉपर के आयतन की आवश्यकता होती है अब अगर यदि चालक ACSR हो तो यह सभी चीजें यहां हैं लेकिन समान शक्ति के परिवहन के लिए चालक के आयतन में वृद्धि होगी इस प्रकार से कम पावर फैक्टर होना बहुत सारी कमियों को दिखाता है अब संख्या 3 शक्ति क्षय धारा के वर्ग के अनुक्रम होती है इस प्रकार पावर फैक्टर के वर्ग के व्युत्क्रम होती है इस प्रकार कम पावर फैक्टर पर अत्यधिक शक्ति क्षय होती है इस प्रकार क्षमता कम हो जाती है इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता कम होगी क्योंकि लाइन धारा में वृद्धि होगी जिसके कारण से शक्ति क्षय में वृद्धि होगी यह समीकरण 3 है और संख्या 4 है कम लैगिंग पावर फैक्टर अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप का कारण होता है जिसके कारण से वोल्टेज रेगुलेशन कमजोर हो जाता है जिसके चलते अतिरिक्त रेगुलेटिंग यंत्र की आवश्यकता होती है ताकि वोल्टेज ड्रॉप को एक जायज सीमा के अंदर रखा जा सके तो यह सभी कमजोर पावर फैक्टर की कमियां है तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हर एक प्रणाली के लिए पावर फैक्टर एक के बराबर या नजदीक हो तो बिजली उपयोगिता यही प्रयास करती हैं कि औद्योगिक उपभोक्ता खास तौर पर औद्योगिक उपभोक्ता 08 पावर फैक्टर या उससे ज्यादा को बनाए रखें तो इंडस्ट्री में टैरिफ के विभिन्न भाग होते हैं कभी कभी वह किलो वाट के आधार पर राशि लेते हैं KVA के टैरिफ के लिए 2 या 3 भाग होते हैं अगर आपका पावर फैक्टर कमजोर हो तब KVA की मांग ज्यादा होगी तब ज्यादा टैरिफ KVA के आधार पर होगावे KVA मांग पर उद्योग से शुल्क लेते हैं इस कारण से उन्हें पावर फैक्टर को बढ़िया बनाना होता है तो इस प्रकारपावर टैरिफ कम लैगिंग पावर फैक्टर वाले उपभोक्ताओं को दंडित करने तथा अच्छी पावर फैक्टर वाले उपकरण को उपयोग में लाने को मजबूर करना है उदाहरण के लिए कोई कैपासीटरअगर आपकी पावर फैक्टर कम हो तब आप अत्यधिक KVA लोगे और इस स्थिति में आपको अधिक पैसे देने होंगे क्योंकि उनके पास टैरिफ के दो भाग होते हैंवे आपकी अधिकतम KVA मांग पर भी शुल्क लेते हैं इसी कारण से भी यह देखने का प्रयास करते हैं कि आपकी KVA कम है या नहीं क्योंकि उनके टैरिफ का एक भाग KVA के आधार पर होता है अब कम पावर फैक्टर के विभिन्न कारण ज्यादातर इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैंऔर इन मोटर की पावर फैक्टर लोड के घटने के साथ घटती हैंयह एक कारण है दूसरा है कम लोड अवधि के दौरान आपूर्ति की मुख्य वोल्टेज में वृद्धि की घटना इंडक्टिव रिएक्टेंस के चुंबकीय धारा में वृद्धि से पूरे विद्युत संयंत्र की शक्ति का कम होना जिस कारण से आप यह पाएंगे कि कृषि मोटर पंप में आमतौर पर वाइंडिंग फॉल्ट फिर आर्क लैंप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप और कुछ अन्य बिजली के उपकरण कम पावर फैक्टर पर काम करते हैं आर्क और प्रेरण भट्टियां कम पावर फैक्टर पर काम करती हैं तो यह सभी कुछ उपकरण है जो कम लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं तो यह सभी कुछ सामान्य कारण है कम लैगिंग पावर फैक्टर होने के अब आगे हम एक उदाहरण लेंगे किसी जेनरेटिंग स्टेशन का पिक डिमांड 90 मेगावाट है तथा लोड फैक्टर 06 है और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर प्लांट यूज़ फैक्टर क्रमशः 05 और 08 है तो प्रतिदिन उत्पन्न उर्जा को ज्ञात करेंb प्लांट के प्रतिस्थापित क्षमता c रिजर्व कैपेसिटी d यूटिलाइजेशन फैक्टर दो मैक्सिमम डिमांड 90 मेगावाट दी हुई है तथा लोड फैक्टर भी 06 है इस प्रकार औसत डिमांड मैक्सिमम डिमांड x लोड फैक्टर90x0654 मेगा वाट अब प्रतिदिन उत्पन्न उर्जा औसत डिमांड x 241296 मेगा वाट आवर समीकरण 3 से प्लांट फैक्टर इस के बराबर है b मे हमें प्लांट के इंस्टॉल कैपेसिटी को पता करना है क्योंकि प्लांट फैक्टर वार्षिक उत्पन्न ऊर्जाअधिकतम प्लांट रेटिंग xT और प्लांट फैक्टर05 और वास्तविक उत्पन्न ऊर्जा 1296 मेगा वाट आवर इसलिए अधिकतम प्लांट रेटिंग129605 x24108 मेगा वाटतो यह प्लांट रेटिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बराबर है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 108 मेगा वाट है यह प्लांट रेटिंग है इस प्रकार प्लांट रेटिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बराबर है इसलिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 108 मेगा वाट है अब भाग c रिजर्व कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पिक डिमांड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 108 मेगा वाट है और पिक डिमांड 90 मेगावाट हैजो कि पहले से दिया हुआ है इसलिए 108 90 18 मेगा वाट और समीकरण 2 से यूटिलाइजेशन फैक्टर UF सिस्टम के अधिकतम डिमांड सिस्टम की रेटेड क्षमता सिस्टम की रेटेड क्षमता जोकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बराबर हैयानी रेटेड कैपेसिटी 108 मेगा वाट है इसलिए यूटिलाइजेशन फैक्टर 901080833 तो कुछ चार या पांच मानक उदाहरण हमने लिए हैं यह सभी एक साथ पावर सिस्टम के परिचय भाग तथा कुछ अन्य पहलू भी थे तो इन सभी से हमें पावर सिस्टम के बारे में एक सामान्य जानकारी तथा विभिन्न प्रकार के शब्दावली जैसे जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का ज्ञान हुआ तथा हमने यह भी देखा कि लोड फैक्टर और लॉस फैक्टर के बीच सीधा संबंध संभव नहीं है लेकिन कुछ संबंध को फिर भी बैठाया गया है और लॉस फैक्टर और लोड फैक्टर के बीच का सूत्र सामान्य तौर पर उपयोग किया जाता हैऔर विभिन्न प्रकार के लोड की सामान्य जानकारी जैसे लोड फैक्टर लॉस्ट फैक्टर यूटिलाइजेशन फैक्टर कोइंसिडे फैक्टर और डिमांड फैक्टर फिर डायवर्सिटी फैक्टर को हमने शुरू में उपयोग किया और अब इसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिरोध इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस को जानेंगे तो पहले हम प्रतिरोध को देखेंगे और फिर ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को तो यह सभी पावर सिस्टम पाठ्यक्रम के लिए सामान्य बातें हैं और इसलिए पहली बात यह है कि हम प्रतिरोध से शुरुआत करेंगे तो ट्रांसमिशन नेटवर्क का मूल उद्देश्य विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करना है जो हमने पहले देखा है हमारे पास कुछ पहली चीजें हैं विभिन्न स्थानों पर जेनरेटिंग इकाई से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक तो ट्रांसमिशन सिस्टम वास्तव में जेनरेटर से उपभोक्ता के डिस्ट्रीब्यूशन भाग तक पावर का स्थानांतरण करता है ट्रांसमिशन लाइन पड़ोस की शक्ति उपयोगिता को जोड़ने का भी काम करता है जिसकी हमने पहले चर्चा की है जो कि ना केवल सामान्य परिस्थितियों में क्षेत्रों के भीतर विद्युत शक्ति का आर्थिक प्रेषण करता है बल्कि आपातकाल के दौरान दो क्षेत्रों के बीच शक्ति का स्थानांतरण भी करता है तो यह वह अंतरसंबंधित ऑपरेशन है जिसे हमने पहले देखा है हमने पहले देखा है कि कैसे दो विभिन्न क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं मूल रूप से ट्रांसमिशन लाइन के चार पैरामीटर होते हैं प्रतिरोध इंडक्टेंसकैपेसिटेंस तथा संट कंडक्टेंस तो यह चार पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन के यहां हैं प्रतिरोधक आपके ट्रांसमिशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि यह कॉपर लॉस का कारण होता है जो कि एक बड़ी बात है और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए विभिन्न विभव स्तर के लिए विभिन्न प्रकार के चालक का उपयोग किया जाता है खास तौर पर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अगर मैं उन सभी चीजों को याद कर सकूं आप आओगे कि चालक का नाम पशुओं के नाम जैसे जिब्रा फिर बाघ फिर भेड़िया यानी विभिन्न पशुओं के विभिन्न नाम उसी प्रकार चालकों के भी नाम होते हैं और यह विभव स्तर पर निर्भर करता है विभिन्न चालक के विभिन्न प्रतिरोध प्रति किलोमीटर होते हैं तो यहां बंडल कंडक्टर है और यहां डबल सर्किट लाइन भी है जब आपने विभिन्न प्रकार के हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन को देखा होगा तब आपने देखा होगा कि एक फेज में दो या तीन या उससे भी ज्यादा कंडक्टर होती है यह बंडल कंडक्टर होती है कभी कभी एक फेज में एक कंडक्टर होती है तो प्रतिरोध पदार्थ के प्रकार तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है क्योंकि हम जानते हैं कि r laयहां a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो अगर मैं अच्छी तरह से याद करूं तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ज्यादा हो तो प्रतिरोध का मान कम होगा लेकिन 33kv से 400kv ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिरोध अलग होते हैं यानी कम मान से ज्यादा मान लेकिन इंडक्टेंस की स्थिति में जब कभी भी हम गणना करने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि सामान्य तौर पर वोल्टेज स्तर 33kv से 400 kv पर यह 026 से बदलता है यानी 026 प्रति किलोमीटर से 034 से 035 इस तरह से कम और ज्यादा यह बदलता है जबकि प्रतिरोध के लिए ट्रांसमिशन लाइन में यही बदलाव बहुत ज्यादा होती है तो संट कंडक्टेंस के लिए वास्तव में हमने तीन पैरामीटर को बताया है प्रतिरोध इंडक्टेंसकैपेसिटेंस तथा संट कंडक्टेंस तो वास्तव में संट कंडक्टेंस विद्युत रोधी में लीकेज करंट तथा वायु के आयनित होने के कारण होता है लेकिन लीकेज धारा ट्रांसमिशन लाइन में प्रवाहित धारा के तुलना में काफी कम होती है इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में हम संट कंडक्टेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे लेकिन मूल रूप से ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्पष्टीकरण के लिए हम चार मापदंडों पर विचार करते हैंजो कि प्रतिरोध इंडक्टेंसकैपेसिटेंस तथा संट कंडक्टेंस है इसलिए सीरीज रेसिस्टेंट पावर लॉस का मुख्य कारण होता है क्योंकि यहां I2R लॉस होता है इसलिए कंडक्टर का रेसिस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन में आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो पावर लॉस भी ज्यादा होगा दूसरी बात यह है कि ट्रांसमिशन लाइन के पावर स्थानांतरण की क्षमता को सीरीज इंडक्टेंस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है इनके लिए आप देख सकते हो कि rx काफी छोटी या x r काफी बड़ी होती है इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के पावर स्थानांतरण की क्षमता को मुख्य तौर पर सीरीज इंडक्टेंस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तीसरा बिंदु यह है कि संट कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट के लाइन में प्रवाहित होने का कारण होता है जो कि मध्यम और लंबी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है यदि आप यह केबल हो शायद न्यून विभव स्तर 11kv तब भी आपको लीकेज करंट को ध्यान में रखना होगा आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते लेकिन ओवरहेड लाइन के लिए चार्जिंग करंट को इस संट कैपेसिटेंस को 33kv स्तर तक आप नजरअंदाज कर सकते हैं लेकिन 66kv और उससे ज्यादा होने पर आपको संट कैपेसिटेंस को ध्यान में रखना होगा लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन साइड 11kv हो तब आपको चार्जिंग संट कैपेसिटेंस को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यह केबल हो तब आपको 11kv पर भी संट कैपेसिटेंस को ध्यान में रखना होगा क्योंकि उनका चार्जिंग कैपेसिटेंस काफी महत्वपूर्ण होगा आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते तो यह पैरामीटर सामान्य रूप से वितरित रहते हैं लेकिन इनको विश्लेषण के लिए लंपड किया जा सकता है वास्तव में जो ट्रांसमिशन लाइन आप देखते हो उनमें यह सभी पैरामीटर समान रूप से वितरित रहती हैं लेकिन हम अपने समझ के लिए विश्लेषण के लिए लंपड कर सकते हैं तो इस तरह से हम इसका विश्लेषण करेंगे उदाहरण के लिए आइए पहले लाइन रेसिस्टेंट से शुरुआत करें सामान्यतः ठोस गोलाकार कंडक्टर का dc प्रतिरोध la यह समीकरण 1 है क्योंकि यह दूसरा टॉपिक है इसलिए समीकरण एक जहां प्रतिरोधकता हैlकंडक्टर की लंबाई तथा a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो इस तरह कंडक्टर रेसिस्टेंट तीन कारकों पर निर्भर करता है तो पहला आवृत्ति दूसरा कुंडलीकरण तथा तीसरा तापमान है यह तीन कारण मूलभूत तौर पर कंडक्टर के प्रतिरोधको प्रभावित करते हैं तो स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर के dc प्रतिरोध समीकरण 1 के द्वारा दिए हुए मान से ज्यादा होते हैं क्योंकि अगर आप ट्रांसमिशन कंडक्टर को देख तो उनका कुंडली करण उनको खुद की लंबाई से बड़ा बनाता है यह ठोस गोलाकार कंडक्टर नहीं है यह कंडक्टर है बल्कि या वास्तव में स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर है और क्योंकि कुंडली करण के कारण इनका लंबाई कंडक्टर से ज्यादा है तो प्रतिरोध में वृद्धि 3 स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर ने 1 के आसपास और सकेंद्रीय स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर मे 2 के आसपास है यानी थोड़ा सा ज्यादा लेकिन 1 या 2 उतना ज्यादा नहीं होता फिर भी आप को ध्यान में रखना होगा अब अगर प्रत्यावर्ती धारा कंडक्टर के माध्यम से बहती हो तब धारा का वितरण वास्तव में एक समान नहीं होता लेकिन dc धारा के लिए यह एक समान होता हैधारा कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है तब आवृत्ति में वृद्धि से गैर एकरूपता की डिग्री बढ़ जाती है यदि मानो यह dc धारा हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और यदि धारा 5 एंपियर हो धारा घनत्व551 एंपियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर और यह dc धारा के लिए एक समान है लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा या ac धारा कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होती हो तब धारा का वितरण कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में एक समान नहीं होता है और गैर एकरूपता की डिग्री आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है और यह हम बाद में देखेंगे जब आप इंडक्टेंस पढ़ रहे होंगे और धारा घनत्व कंडक्टर के सतह पर ज्यादा होती है जिसके कारण ac प्रतिरोध dc प्रतिरोध से ज्यादा होता है और इसे स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं जब आप इंडक्टेंस पढ़ रहे होंगे तब हम समझेंगे कि स्किन इफेक्ट क्या होता है इसका मतलब कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट के हर एक बिंदु पर धारा घनत्व एक समान नहीं होती यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा घनत्व भिन्न होता है इसका मतलब यह दिखाता है कि ac प्रतिरोध dc प्रतिरोध से ज्यादा होती है इसलिए वास्तव यह स्किन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है तापमान बढ़ने के साथ साथ कंडक्टर का प्रतिरोध भी बढ़ता है आप जानते हैं कि तापमान को बदलने से कंडक्टर का प्रतिरोध भी बदलता है तापमान में हल्का बदलाव करने से प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध को किसी तापमान T पर इस प्रकार से लिखा जाता है RT R0 1α0T यह समीकरण 2 है जहां RT तापमान T 0 पर प्रतिरोध है तथा R0 जीरो डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हैα0 जीरो डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुनाक है तो समीकरण 2 को उपयोग करने पर प्रतिरोध R2 तापमान T20 इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है यदि प्रतिरोध R1 तापमान T10 पर ज्ञात होतब R2R1T210T110 अगर आप तापमान T20 पर प्रतिरोध R2 जानते हो तथा प्रतिरोध R1 तापमान T10 पर ज्ञात हो तो आप इस संबंध से क्या करेंगे हम एक समीकरण लिखेंगे R2 R0 1α0T2 तथा दूसरा समीकरण लिखेंगे R1 R0 1α0T1 तब आपको प्राप्त होगा R2R1T210T110 अब आप इसे जानते हैं जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं फिर भी हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुतों ने इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इन सभी चीजों को पढ़ा होगा इसके बाद इंडक्टेंस आएगा उसके बाद कैपेसिटेंस और फिर उसके बाद मध्यम ट्रांसमिशन लाइन और लंबी ट्रांसमिशन लाइन लेकिन इसके पहले मैं आपको एक अभ्यास दे रहा हूं और आप इसे करने की कोशिश करें उदाहरण के लिए यह आपके लिए एक अभ्यास है मानो कि आपके पास यह सभी चीजें हैं इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे फिर भी मैं आपको पहले से दे रहा हूं मानो आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है यह सेंडिंग छोर है और यहां की वोल्टेज V1∠δ1 यह रिसिविंग छोर है और इसकी वोल्टेज V2 ∠δ2 तथा लाइन की इंपेडेंस r j x है तथा प्रवाहित धारा I है और यहां आपका लोड P j Q है यह लोड है ठीक है मैं अब कुछ नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप मेरे रिकॉर्ड आवाज से आप समझ सकते हैं मेरा मकसद यह है कि मैं यह 2 वोल्टेज V1 V2 को बराबर रखना चाहता हूं जिसके लिए मुझे एक संट कैपेसिटेंस को लगाना है जो Qc को प्रवाहित कर रही है मतलब वह रिएक्टिव पावर को लोड तक पहुंचा रही है शुरुआत में यह यहां नहीं था तब V2 V1 से कम थी और धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी लेकिन जैसे ही मैंने Qc का कुछ मान रखा ताकि V2 V1 के बराबर हो सके तो मैं यह चाहता हूं कि Qc को V1V2P तथा Q में लिख सकूं डेल्टा को यहां से हटाना है यहां डाटा का कोई भी गणितीय व्यंजक नहीं होना चाहिए मैं Qc को V1V2P तथा Q के पद में लिखना चाहता हूं आपको बस इतना ही पता है कि जब Qc को पता लगाने की कोशिश करोगे तभी यह एक द्विघात समीकरण होगा इस स्थिति में Qc के दो हल होंगे लेकिन एक सही होगा तो यह अभ्यास में आपको दे रहा हूं जो भी इस कोर्स को पढ़ रहे हैं उनके लिए अभ्यास है कि क्या आप इस प्रश्न को खुद से कर सकते हैं या नहीं मैं इसे हल करूंगा लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले अगर आप में से कोई भी हल कर लेता है तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा तो यह काफी रोचक सवाल है